पिछले व्याख्यान में हमने एक परिमित लंबाई के आवेश की रेखा के लिए और फिर अनंत की ओर अग्रसर सीमा L के लिए विभव की गणना की थी इस व्याख्यान में हम त्रिज्या r का एक रिंग लेते हैं और इसकी धुरी पर दूरी z पर विभव की गणना करते हैं विद्युत क्षेत्र की गणना जिसे हमने पहले कुछ व्याख्यान में की थी उसकी तुलना में यह गणना बहुत आसान है क्योंकि मुझे केवल इतना करना है कि z पर V की गणना करनी है जो कि dq रिंग पर जो भी छोटा आवेश dq मैं लेता हूं उसका 4 pi Epsilon 0 और समाकलित होने वाले छोटे आवेश से दूरी के गुणनफल द्वारा विभाजन होगा और इस विशेष मामले में गणना बहुत सरल हो जाती है क्योंकि मैं जिनको रिंग की परिधि पर लेता हूं उन सभी छोटे आवेशों की दूरी धुरी पर दिए गए बिंदु से समान है और वह दूरी 4integral d q over 4 pi Epsilon 0 square root of z square plus r square है जहां r रिंग की त्रिज्या है तो यह समाकलन वास्तव में z और r पर निर्भर नहीं करता है यह केवल d q पर निर्भर करता है तो इसे 1 over 4 pi epsilon 0 Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q रिंग पर कुल आवेश है जिसे square root of z square plus r square द्वारा विभाजित किया जाता है बस इतना सरल है आपको दिए जाने वाले अभ्यास में मैं आपको इस z दिशा में इस विभव की प्रवणता या प्रवणता के z अवयव को लेते हुए z पर उस z दिशा में विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए एक समस्या दूंगा Vzdq4π0rdq4π0z2R214π0Qz2R2 इसका उपयोग करते हुए अब मैं आवेश के कोश के कारण विभव की गणना करने जा रहा हूं तो यह त्रिज्या R का एक आवेशित कोश है और जो प्रति इकाई क्षेत्र में sigma को रखता है यद्यपि आप पहले से ही उत्तर जानते होंगे इससे आपको आप जानते हैं कि विभव की गणना करने के लिए आवश्यक गणना या समाकलन करने का कुछ अभ्यास मिलेगा इसलिए सुविधा के लिए मैं z अक्ष पर विभव की गणना करता हूं हालांकि गोलाकार समरूपता के कारण सभी समान दूरियों पर विभव समान होगा इसलिए बाद में मैं इस z को छोटे r से बदल सकता हूं जहां r केंद्र बिंदु से दूरी को दर्शाता है तो यह त्रिज्या R है और मैं केंद्र बिंदु से दूरी z पर विभव की गणना कर रहा हूं मैं गोलीय ध्रुवीय निर्देशांको का उपयोग करने जा रहा हूं अगर मैं theta कोण पर आवेश का एक रिंग बाहर निकालता हूं तो मुझे पता है कि यह रिंग मुझे विभव d v देता है जो कि इस रिंग पर आवेश के बराबर है हमने अभी इसकी गणना की है 1 over 4 pi Epsilon 0 और रिंग से दूरी का गुणनफल रिंग की परिधि से दूरी z से इस दूरी का ऋण होगा जो z minus R cosine of theta square plus this radius square है जो R square sin square theta raise to 1 half है तो यह 1 over 4 pi Epsilon 0 के बराबर होगा आवेश कितना है आवेश sigma और d s का गुणनफल है जो d s इस रिंग का क्षेत्रफल है जिसे विभाजित करते हैं मैं इसकी गणना कर सकता हूं यह z square plus R square minus 2 z R cos of theta बन जाएगा dV14π0dQz Rcos θ2R2sin212 14π0σdsz2R2 2zRcosθ पिछले एक व्याख्यान से याद करें कि d s R square d cosine of theta d phi होता है इसलिए मैं लिख सकता हूं कि यह d विभव 1 over 4 pi Epsilon 0 के बराबर है मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि यहां इस d v को आयतन समाकल के साथ भ्रमित न करें यह विभव है d v sigma R square d cosine theta d phi over z square plus R square minus 2 z R cos theta के बराबर है बस एक सावधानी की बात है dSR2dcosθdϕ dV14π0R2dcosθdϕz2R2 2zRcosθ सावधानी की बात यह है कि मैंने इस d phi को यहाँ बाहर लिखा है लेकिन d q d q के लिए मैंने रिंग पर आवेश लिखा है इसलिए वास्तव में मुझे इस phi के समाकलन को पहले ही कर लेना चाहिए था क्योंकि यह रिंग पर कुल आवेश को दर्शाता है मैंने यह स्पष्ट रूप से यहाँ केवल यह दिखाने के लिए लिखा है कि इसका समाकलन किया जा सकता है क्योंकि समाकल में कोई phi नहीं है इसलिए वास्तव में मुझे लिखना चाहिए मुझे बस इसे काटने और सही करने दीजिए यह आपको केवल यह बताने के लिए है कि यह d phi वास्तव में आवश्यक नहीं है मुझे पहले ही रिंग पर कुल आवेश की गणना करने के लिए d phi का समाकलन कर लेना चाहिए था इसलिए मैं रिंग के कुल क्षेत्रफल को 2 pi R square d cosine of theta के रूप में लिखता हूँ और इसलिए दूरी z पर विभव वास्तव में z पर V है यह 1 over 4 pi Epsilon 0 sigma R square d cosine of theta times 2 pi divided by a square root of z square plus R square minus 2 z R cos of theta है और theta का cosine ऋणात्मक 1 से 1 तक समाकलन होता है इसलिए यह उत्तर है कि यह 2 pi रद्द होता है मुझे 2 देता है इसलिए sigma over 2 Epsilon 0 R square integration minus 1 to 1 d cosine theta को मैं d x divided by the square root of z square plus R square minus 2 z R x के रूप में लिख सकता हूँ यह समाकलन बहुत आसान है और मैं इसे sigma R square over 2 Epsilon 0 times minus 1 over 2 z R times plus 2 square root of z square plus R square minus 2 z R x minus 1 to 1 के रूप में लिख सकता हूँ यह 2 इस 2 के साथ रद्द हो जाता है यह R किसी एक R के साथ रद्द हो जाता है और मुझे sigma R over 2 Epsilon 0 z के रूप में अंतिम व्यंजक मिलता है भीतर मुझे मिलता है 1 के लिए यह इस ऋण के चिन्ह के साथ z minus R square हो जाता है इस पर मैं बाद में आऊंगा तो modulus z minus R और यहां मुझे module z plus R मिलता है यह पहले से ही एक धनात्मक गुण है यह मेरा उत्तर है Vz14π0 11R2dcosθ2πz2R2 2zRcosθR220 11dXz2R2 2zRXσR20zzR z R तो आइए देखते हैं कि यह उत्तर क्या है यह उत्तर V z है sigma R over 2 Epsilon 0 z plus R minus modulus z minus R के बराबर है z R से अधिक होता है तो यह sigma R over 2 Epsilon 0 z plus R minuses z plus R हो जाता है यह z रद्द हो जाता है और आपको यहाँ 2 sigma R square z मिलता हैं z यहाँ over 2 Epsilon 0 z जिसे 4 pi R square sigma over 4 pi Epsilon naught z के रूप में लिखा जा सकता है जो कि q over 4 pi Epsilon naught z है अब मैं z को R से बदल सकता हूं क्योंकि वास्तव में इसका गोलीय पद्धति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसलिए R पर V और कुछ नहीं बल्कि q over 4 pi Epsilon 0 R है If zR VzσR20zzR zR2σR220z4πR24π0zQ4π0z दूसरे के बारे में क्या इस गोले के अंदर इस कोश के अंदर मेरे पास कहिए कि z R की तुलना में कम है और इसलिए z पर V sigma R over 2 Epsilon 0 z plus R minus R plus z के बराबर z यहाँ है यह R रद्द हो जाता है और मुझे sigma R over Epsilon 0 मिलता है जो कि 4 pi sigma R square over 4 pi Epsilon 0 R है जो कि कुछ नहीं बल्कि q over 4 pi Epsilon 0 R है इसका मतलब है कि अंदर V नियत है If zR VzσR20zzR RzσR04πσR24π0RQ4π0R तो V कैसे बदलता है R के साथ भीतर V R एक अचर है और फिर Q over 4 pi Epsilon 0 R के रूप में हो जाता है यह थोड़ा निर्बाध होना चाहिए क्योंकि यह इस तरह और यह मान नियत है यह मान नियत है जो कि Q over 4 pi Epsilon 0 R है आप देख सकते हैं भीतर विभव नियत है और इसलिए प्रवणता 0 होगी इसलिए भीतर क्षेत्र भीतर क्षेत्र 0 है और फिर बाहर 1 over r square के रूप में होगा